पिछले कुछ सत्रों में हमने सीवीपी सीमांत लागत पर चर्चा की है हमने कई मामलों को भी हल किया है जिसमें विभिन्न प्रकार के निर्णय शामिल हैं जैसे कि उत्पाद मिश्रण उसके बाद हमने कई मामलों को भी देखा है आज हम अगले बहुत ही दिलचस्प विषय पर जाएंगे जो कि बजट पर है जिसे कभी कभी बजटीय नियंत्रण कहा जाता है यह विषय का संक्षिप्त सूचकांक है जिसमें हम परिचय उद्देश्य लाभ घटकों और विभिन्न प्रकार के बजटों के बारे में बात करेंगे और इसके बाद शून्य आधार बजट प्रणाली के बारे में बात करेंगे मुझे लगता है कि आप में से ज्यादातर ने बजट के बारे में या तो केंद्रीय बजट के बारे में सुना होगा जो वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है या आप में से जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने अपनी कंपनी में बने बजट के बारे में सुना होगा इसलिए यह बजट लागत और प्रबंधन लेखांकन की तकनीकों में से एक है जिसकी एक विशाल प्रयोज्यता है और आज यह बहुत लोकप्रिय तकनीक बन गई है और लगभग सभी क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है इसका उपयोग निगमों द्वारा एनजीओ द्वारा सरकारी संगठनों द्वारा एक व्यापक पैमाने पर किया जाता है और यह नियोजन उपकरण के रूप में एक नियंत्रण उपकरण के रूप में और निर्णय लेने के उपकरण के रूप में भी उपयोगी है जो एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है हमने बीईपी देखा है उनमें से ज्यादातर निर्णय लेने के लिए उपयोगी हैं मानक लागत जैसी कुछ तकनीकें हैं जो ज्यादातर नियंत्रण उद्देश्यों के लिए उपयोगी हैं लेकिन बजटीय नियंत्रण एक बहुत ही अनोखी तकनीक है यह मुख्य रूप से नियंत्रण के लिए है परंतु यह दोनों नियंत्रण लेने और निर्णय लेने में भी उपयोगी है और जैसा कि मैंने पहले बताया है कि यह जीवन के कई क्षेत्रों में उपयोगी है आइए हम बजट के बारे में कुछ और बात करते हैं सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि बजट एक अनुमानित विवरण है बजट हमेशा अगली अवधि के लिए तैयार किया जाता है इसलिए यह आपके लिए एक प्रकार का लक्ष्य निर्धारित करता है बजट का उद्देश्य कुछ लक्ष्य प्राप्त करना है और आप विभिन्न प्रकार के बजट बना सकते हैं चूंकि हम लागत के बारे में बात कर रहे हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि बजट मुख्य रूप से लागत के लिए हैं लेकिन वे आय के लिए भी हो सकते हैं या पूंजी को लगाए जाने के लिए हो सकते हैं अर्थात निवेश के उद्देश्य हैं और मुख्य रूप से वे नियंत्रण के लिए उपयोग किए जाते हैं एक मानक स्थापित करने के लिए और फिर हम वास्तविक रिकॉर्ड कर सकते हैं और दिए गए बजट या पूर्व निर्धारित बजट के साथ इसकी तुलना कर सकते हैं अब यह बजट की एक परिभाषा है कि इसे एक वित्तीय या मात्रात्मक विवरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी दिए गए उद्देश्य को पूरा करने के लिए उस समय के दौरान नीति की निर्धारित अवधि से पहले तैयार और अनुमोदित है इसलिए अगर मैं कहूं कि कल बारिश होने की संभावना है तो क्या यह एक बजट है इसे एक अनुमान के रूप में माना जा सकता है लेकिन यह कई कारणों से बजट नहीं है क्योंकि हम कोई विशेष कार्य नहीं कर रहे हैं जिससे कि बारिश हो न ही यह एक मात्रात्मक उपाय है लेकिन अगर मैं कहूं कि 20 सेंटीमीटर बारिश होने की संभावना है तो क्या यह बजट होगा हां अब यह एक मात्रात्मक बयान है यह होने से पहले बनाया गया है लेकिन यह किसी विशेष उद्देश्य से संबंधित नहीं है मान लीजिए आप एक छात्र के रूप में यह तय करते हैं कि आपको किसी विशेष पाठ्यक्रम में 95 प्रतिशत अंक प्राप्त करना हैं क्या यह एक बजट होगा यहकहा जा सकता है कि यह आपका लक्ष्य है और इसे प्राप्त करने के लिए एक नीति है जैसे कि एक कॉर्पोरेट के लिए एक व्यवसाय के लिए एक सरकार के लिए हर कोई इस तकनीक का उपयोग कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करता है मान लीजिए एक बिक्री प्रबंधक कहता है कि अब हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और अगले महीने में बिक्री में काफी वृद्धि होने की संभावना है क्या यह एक बजट होगा इसमें एक नीति है बिक्री बढ़ाने के लिए एक प्रयास है फिर भी यह बजट नहीं है क्योंकि यह एक मात्रात्मक बयान नहीं है सिर्फ यह कहने से कि यह काफी हद तक बढ़ जाएगा इससे इसे बजट नहीं कहा जा सकता हैमान लीजिए कि कोई व्यक्ति यह कहता है कि हमारी बिक्री में 80 प्रतिशत की वृद्धि होगी तब क्या आप इसे बजट के रूप में देख सकते हैं लेकिन यदि आप कहते हैं कि बिक्री में 80 प्रतिशत की वृद्धि होगी तब भी यह एक बजट नहीं है किसी को यह कहना पड़ेगा कि बिक्री में पिछले महीने की तुलना में आने वाले महीने में 80 प्रतिशत की वृद्धि होगी क्योंकि इसमें एक निर्धारित समय अवधि होनी चाहिए औरउस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक नीति का पालन किया जाना चाहिए अब बजटीय नियंत्रण क्योंकि केवल बजट बना लेना ही पर्याप्त नहीं है आपको वास्तविक रिकॉर्ड करना होगा बजट के साथ वास्तविक की तुलना करना होगी मतभेदों पर पहुँचना होगा और सुधारात्मक कार्रवाई करनी होगी यह सब एक साथ बजटीय नियंत्रण के रूप में माना जाता है तो बजटीय नियंत्रण एक संसाधन है इसका मतलब यह है कि आप एक बजट बनाते हैं जिसमें आप कुछ अधिकारियों की जिम्मेदारियों कोनिश्चित करते हैं क्योंकि यदि किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसे तोड़ने की जरूरत है यह जानना चाहिए कि एक व्यक्तिगत विभाग को क्या करना चाहिए उस विभाग का जो जिम्मेदार व्यक्ति या नेता है उसे क्या करना चाहिए इन सभी बातों को तोड़ा जाएगा तो बजटीय परिणाम या तो व्यक्तिगत कार्रवाई द्वारा सुरक्षित किए जाने चाहिए या इसके संशोधन के लिए कम से कमएक आधार होना चाहिए फिर बजटीय नियंत्रण की एक उचित प्रक्रिया प्राप्त की जाएगी अब पहले बजट के उद्देश्य और प्राथमिक उद्देश्य योजना बनाना है क्योंकि बजट अनिवार्य रूप से एक योजना हैं यह लक्ष्य या लक्ष्य का एक सेट है जो अक्सर व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यों का नेतृत्व और ध्यान केंद्रित करने के लिए आवश्यक है क्योंकि जब तक लक्ष्य सही ढंग से निर्धारित नहीं किए जाते हैं हमारे कार्य उस दिशा में केंद्रित नहीं होते हैं बजट सुनिश्चित करता है कि एक अवधि निर्धारित हो और लक्ष्य परिभाषित हो और मात्रात्मक शब्दों में बनाया गया हो इसलिए नियोजन न केवल कर्मचारियों को प्रेरित करता है बल्कि समग्र निर्णय लेने में भी सुधार करता है तो पूरी योजना प्रक्रिया में काफी सुधार हो जाता है यदि यह बजट का एक हिस्साहोती है इसलिए यह बजट बनाने का प्राथमिक उद्देश्य है लेकिन बजटिंग यहीं नहीं रुकती है अगला निर्देशन है अब व्यापार बहुत जटिल है और इसके लिए एक औपचारिक दिशा और समन्वय की आवश्यकता है इसलिए यदि औपचारिक अंतिम लक्ष्य प्राप्त करना है तो जो आवश्यक है वह है संसाधनों का उचित रूप से वितरण किया जाना हम अलग अलग विभाग या अलग अलग कार्य कर रहे हैं तो बजटिंग अभ्यास में प्रत्येक कार्य के लिए समन्वय किया जाता है और तदनुसार उस संबंधित कार्य को दिशा निर्देश दिए जाते हैं ताकि व्यक्तिगत विभागों के लक्ष्यों को भी प्राप्त किया जा सके और अंतिम लक्ष्य भी प्राप्त किया जा सके तीसरा नियंत्रण है तो हमने योजना बनाई है हमने निर्देशन किया है अब वास्तविक प्रदर्शन दर्ज किया जाएगा और लगातारइसकी बजटीय प्रदर्शन के साथ तुलना की जाएगी ताकि एक प्रतिक्रिया तंत्र विकसित हो यदि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हैं तोअच्छी बात है हम अपने प्रयासों को जारी रखेंगे या आगे प्राप्त करने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे यदि हम लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं तो हमें कुछ सुधारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है तो हमारे प्रयासों को तदनुसार संशोधित किया जाएगा और एक आपातकालीन स्थिति में जहां हमें लगता है कि परिणाम प्राप्त करना असंभव है हम बजट को संशोधित करेंगे यह सब नियंत्रण तंत्र का एक हिस्सा होगा तो ये तीन प्रमुख उद्देश्य हैं योजना बनाना निर्देशनकरना और नियंत्रण करना अब बजटीय नियंत्रण प्रणाली के फायदे पहला बेहतर योजना है हमने पहले ही देखा कि योजना बजट का आवश्यक और सबसे महत्वपूर्ण घटक है एक अच्छी योजना का मतलब है कि 50 प्रतिशत काम पूरा हो गया बजट यह सुनिश्चित करता है कि यह मात्रात्मक शब्दों में हो यह अच्छी तरह से समन्वित हो इसलिए बजट में ज्यादा बेहतर प्लानिंग होती है फिर संसाधनों का बेहतर आवंटन होता है क्योंकि प्रत्येक विभाग या व्यवसाय के प्रत्येक भाग या प्रत्येक कार्य को अपने प्रयासों को समन्वित करने की आवश्यकता होती है उन्हें पर्याप्त संसाधन मिलना चाहिए उनमें से कुछ अनावश्यक रूप से अधिक संसाधनों को अवरुद्ध कर सकते हैं बजट यह सुनिश्चित करता है कि एक उचित औरसही आवंटन हो है ताकि सभी संसाधनों को अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वितरित किया जा सके तीसरा लक्ष्य लक्ष्यों का उचित संचार है बजट के अभाव में विभागों के कर्मचारियों या कार्यों में स्पष्टता का अभाव होगा कि वे वास्तव में हासिल क्या करना चाहते हैं अगर हर कोई बस यही कहता है कि सबसे अच्छा हासिल करो जितना संभव हो उतना हासिल करो तो यह लक्ष्यों और लक्ष्यों को उचित संचार नहीं देता है बजटिंग में जो कुछ भी अंत में मिलना चाहिए उससे कई भागों में तोड़ दिया जाता है और सिस्टम में प्रत्येक व्यक्ति यह ठीक से जानता है कि उसका लक्ष्य या डिलिवरेबल्स क्या है तो यह एक उचित संचार के रूप में कार्य करता है अगला यह है कि यह प्रबंधकों को कुशल तरीके से गतिविधियों का संचालन करने में सक्षम बनाता है क्योंकि अब उन्हें पता है कि हासिल क्या करना है तो उनकी गतिविधियों को उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वितरित किया जा सकता है इसमें कोई आधा अधूरा मन नहीं होगा कि क्याइसमें और अधिक प्रयासों को रखा जाना चाहिए या कम प्रयासों को रखा जाना चाहिए क्योंकि अब जो प्रयास किए जा रहे हैं वे एक कुशल तरीके से होंगे अगला यह होगा कि यह एक मापदंड प्रदान करता है क्योंकि अच्छी योजना बनाने के बाद आप वास्तविक को दर्ज करेंगे अब कर्मचारी हमेशा यह महसूस करेंगे कि उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ हासिल किया है चाहे वह पर्याप्त रूप से अच्छा हो या न हो यह व्यक्तिपरक ही रहेगा जब तक कि आपको अच्छी तरह से परिभाषित लक्ष्य ना मिले हो बजट में क्या होता है कि डिलिवरेबल्स अच्छी तरह से परिभाषित होते हैं तो कोई बहुत ही उद्देश्यपूर्ण तरीके से प्रदर्शन का माप और मूल्यांकन कर सकता है यह प्रदर्शन के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए एक बहुत अच्छा मापदंड है उसके बाद यह विचलन को प्रकट करता है इसलिए जैसे ही वास्तविक डेटा उपलब्ध होता है इसकी तुलना की जा सकती है कोई यह जान सकता है कि आप प्राप्त कर रहे हैं या नहीं प्राप्त कर रहे हैं और यह त्वरित समीक्षा प्रक्रिया में मदद करता है क्योंकि यदि लक्ष्य प्राप्त किए जा रहे हैं तो आप अपने प्रयासों को जारी रख सकते हैं यदि लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा रहा है तो सुधारात्मक उपाय बहुत अधिक देरी के बिना किए जा सकते हैं और अंतिम बिंदु यह है कि यह मानक लागत प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बनाता है क्योंकि बजट की मदद से आप ऐसे मानक बना सकते हैं जो कर्मचारियों और विभागों के लिए वस्तुनिष्ठ लक्ष्य के रूप में काम कर सकते हैं अगला बिंदु यह है कि बजट भविष्य की नीतियों और लक्ष्यों को तैयार करने के लिए एक व्यवस्थित आधार के रूप में कार्य करता है क्योंकि वर्तमान वर्ष का बजट आमतौर पर अगले वर्ष के बजट के लिए आधार बन जाता है यह लागत चेतना की भावना पैदा करता है क्योंकि अब लागत के लक्ष्य ज्ञात होते हैं इसलिए कर्मचारी लागत में कटौती या उनकी लागत को नियंत्रित करने में सक्षम होंगे और साथ ही साथ एक लक्ष्य अभिविन्यास भी होगा चूंकि लक्ष्य ज्ञात होता है इसलिए हम लक्ष्यको वितरित कर सकते हैं और अंतिम बिंदु यह है कि इससे विभिन्न संसाधनों का कुशल उपयोग होता है क्योंकि नियोजन ठीक प्रकार से किया गया है और समयबद्ध तरीके से निष्पादन और सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है इसलिए विभिन्न संसाधनों का प्रभावी उपयोग होता है इसलिए हमने बजटीय नियंत्रण प्रणाली के विभिन्न लाभों को देखा है अब हम घटकों को देखते हैं अब किसी विशेष अवधि के लिए व्यवसाय की नीति एक मास्टर बजट है जो पूरी कंपनी के लिए एक बजट होता है या मान लीजिए कि यह एक सरकारी बजट है यह पूरी सरकार के लिए बजट है फिर यह कि मास्टर बजट कार्यात्मक बजट जो किसी विशेष कार्य के लिए होता है उसे विभाजित कर दिया जाता है या तोड़ दिया जाता है विभिन्न प्रकार के बजट होते हैं इसे निश्चित बनाम लचीले के रूप में कार्यात्मक बनाम मास्टर के रूप में दीर्घकालिक बनाम लघु अवधि के रूप में अलग किया जा सकता है और अंतिम प्रकार शून्य आधारित बजट है तो पहला प्रकार निश्चित बनाम लचीला बजट है अब आपनिश्चित बजट से क्या समझते हैं मुझे लगता है कि नाम स्वयं द्वारा व्याख्यात्मक है नाम से ही आप कल्पना कर पाएंगे कि जो निश्चित होगा यहां धारणाएं निश्चितहोती हैं और कुछ होने की संभावना का एक निश्चित स्तर तक होती है इसके आधार पर आप एक बजट पर काम करेंगे और इससे विचलन की अधिक संभावना नहीं होगी जबकि एक लचीले बजट में आप एक गतिशील परिदृश्यमान रहे हैं जहां धारणाएं बदलने की संभावना है बाजारों में काफी बदलाव होने की संभावना है गतिविधि का स्तर बदलने की संभावना है तदनुसार बजट ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि आपके पास विभिन्न स्तरों के लिए बजट हो सकता है ठीक है इसलिए निश्चित बजट अपरिवर्तित करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है यह गतिविधि के स्तर को अधिक महत्व नहीं देता है अब यह निश्चित लागत के लिए अधिक उपयोगी होता है अब यह एक गतिशील परिदृश्य के लिए उपयोगी नहीं है क्योंकि यदि आपकी श्रम सामग्री लागत बिक्री इकाइयों के परिवर्तन के स्तर के अनुसार आपकी प्रमुख लागत है तो उन लागतों में परिवर्तन होने की संभावना है इसलिए वहां के लिए निश्चित बजट बहुत उपयुक्त नहीं है अब इस समस्या का समाधान लचीला बजट है अब लचीला बजट गतिविधियों के कई स्तरों के लिए जिम्मेदारी केंद्र का अपेक्षित परिणाम दिखाता है इसलिए यह कहने के बजाय कि आप 1000 इकाई हासिल करेंगे इसलिए ये लागत हैं आप कहेंगे कि यदि 1000 इकाइयों की बिक्री होती है तो ये लागत हैं यदि 1100 की बिक्री होती है तो ये लागत हैं अगर 1200 की बिक्री होती है तो ये लागत हैं तो आप विभिन्न संभावित कॉलम बनाएंगे और इस तरह से लचीला बजट बनाया जाता है यह स्थिर बजट की एक श्रृंखला है अब लचीले बजट बनाने के लिए लागत को निश्चित परिवर्तनीय और अर्धपरिवर्तनीय लागत में वर्गीकृत करना आवश्यक है क्योंकि अब आप गतिविधियों के विभिन्न संभावित स्तरों की तलाश कर रहे हैं और लागते गतिविधियों के विभिन्न स्तरों के अनुसार बदलने जा रही हैं अब आम तौर पर समय समय पर इकाइयों की संख्या में परिवर्तन होगा इसलिए लचीले बजट विभिन्न व्यावसायिक संगठनों में अधिक उपयोगी हैं हालाँकि कुछ उद्योगों के लिए या सरकारी संगठनों के लिए परिदृश्य की आवश्यकता के अनुसार लक्ष्य बदल जाएंगे तो वहाँ भी लचीला बजट काफी उपयोगी हैं अब दूसरे प्रकार का वर्गीकरण जो कार्यों के संबंध में है अब मास्टर बजट प्रत्येक कार्य के अनुसार टूट जाता है और हम प्रत्येक कार्य के लिए एक बजट तैयार करेंगे जिसे कार्यात्मक बजट के रूप में जाना जाएगा उदाहरण के लिए आपके पास खरीद विभाग के लिए एक खरीद बजट होगा जो निर्दिष्ट करेगा कि किस मद की कितनी इकाइयाँ और किस दर पर कुल लागत कितनी होगी तो इस तरह के खरीद बजट प्रत्येक सप्ताह या प्रत्येक महीने और इसी तरह के लिए विकसित किए जाएंगे फिर बिक्री का बजट होगा इसलिए विपणन टीम संभावित बिक्री का अनुमान लगाएगी वे इसे उत्पाद लाइनों बिक्री इकाइयों संभावित प्राप्त कीमतें या पुनर्प्राप्त कीमतों में तोड़ देंगे तो एक बिक्री बजट होगा इसी तरह एक उत्पादन बजट संयंत्र उपयोग बजट नकद बजट इत्यादि हो सकते हैं क्या आप स्लाइड में दिखाए हुए बजट के अलावा किसी अन्य बजट के बारे में सोचते हैं उदाहरण के लिए यदि आप एक निर्माण उद्योग में हैं तो कारखाने की लागत का बजट होगा या आपके पास एक विज्ञापन व्यय बजट हो सकता है आपके पास एक आर और डी बजट हो सकता है कोई सीमा नहीं है प्रत्येक कार्य के लिए जिसमें एक संगठन संचालितकर रहा है आप कार्यों के लिए एक अलग बजट बनाएंगे जब मैंने कहा कि अलग बजट तो यह पूरे बजट का एक हिस्सा है लेकिन उस विशेष विभाग के लिए एक विशेष भाग दिया जाता है जिसे कार्यात्मक बजट के रूप में जाना जाता है अब इन बजटों को भौतिक बजट लागत बजट और लाभ बजट के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है अब यह एक भौतिक बजट है जैसा कि नाम से पता चलता है कि यह मात्राओं के बारे में है इसलिए चाहे वह बिक्री हो या उत्पादन या आविष्कार यह बिक्री की इकाइयों उत्पादन की इकाइयों इत्यादि पर देता है जबजनशक्ति की बात आती है तो यह बात करता है कि कितनेकर्मचारी किस प्रकार के कौशलके साथ आवश्यक होंगे कितने कार्य करते हैं कितने घंटे काम किया जाएगा यह एक भौतिक बजट होगा फिर लागत बजट हैं यहां कुल लागत निर्दिष्टकी गई है यह विनिर्माण लागत व्यवस्थापक लागत आर और डी लागत हो सकती है इन्हें लागत बजट कहा जाता है आपके पास लाभ के बजट भी हैं जब आप लागत के साथ राजस्व की तुलना करते हैं तो आपको विभिन्न प्रकार के लाभ बजट मिलेंगे फिर एक मास्टर बजट है अब यह सभी कार्यात्मक बजटों का समेकित बजट है क्योंकि प्रत्येक कार्यात्मक बजट को एक दूसरे के साथ समन्वित करने के इरादे से बनाया जाता है इसलिए आप इसका एक सारांश बना सकते हैं आम तौर पर एक बजटीय पी और एल प्रस्तुत की जाएगी आप बजट को समय के अनुसार वर्गीकृत भी कर सकते हैं जिसे दीर्घकालिक बजट कहा जाएगा आमतौर पर कोई भी बजट जो एक वर्ष से अधिक समय के लिए होता है वह दीर्घकालिक बजट होता है इसलिए उच्च स्तर पर प्रबंधन कुछ रणनीतिक सोच रखेगा जैसे कि कौन सी नई परियोजनाएं शुरू करनी है क्या पूंजीगत व्यय प्रस्तावित है वे किस प्रकार की आर एंड डी करना चाहते हैं इस प्रकार के बजट आम तौर पर 3 साल 5 साल 10 साल के लिए बनाए जाते हैं एक देश के लिए यह 20 साल का भी हो सकता है 50 साल का भी जिसे दीर्घकालिक बजट कहा जाता है फिर दीर्घकालिक बजट को लघु अवधि के लक्ष्यों में विभाजित किया जाएगा जिसे अल्पकालिक बजट माना जाएगा आमतौर पर इसे एक वर्ष या एक वर्ष से कम समय के लिए तैयार किया जाता है इसलिए बजट जैसे नकद बजट या उत्पादन बजट या खरीद बजट वे आमतौर पर बहुत कम अवधि के लिए होते हैं यह 1 साल या 3 महीने और इसी तरह के लिए हो सकते हैं आप एक वर्तमान बजट भी बना सकते हैं जो कम समय के लिए मान लीजिए एक महीने के लिए या एक सप्ताह के लिए उसे वर्तमान बजट कहा जा सकता है अब बजटिंग में अगली महत्वपूर्ण अवधारणा पर आइए जिसे शून्य आधार बजट के रूप में जाना जाता है अब जैसा कि आप जानते हैं कि अधिकांश बजट अंतिम वर्षों या अंतिम अवधि के बजट पर आधारित होते हैं इसलिए जब आप मौजूदा अवधि के लिए बजट बनाना चाहते हैं तो आप पिछले अवधि के बजट को लेंगे और फिर वर्तमान बजट के साथ तुलना करेंगे इसलिए पिछली अवधि के बजट में आप 5 प्रतिशत 10 प्रतिशत 15 प्रतिशत को परिवर्तित परिदृश्य के अनुसार जोड़ सकते हैं और वर्तमान बजट बना सकते हैं लेकिन शून्य आधार बजट में क्या होता है आप बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं तो आप मानते हैं कि यह पहला बजट है इसलिए किसी भी पूर्व बजट को तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि आप उस मौजूदा अवधि के लिए उसे उचित साबित नहीं कर देते हैं इस प्रकार की प्रणाली को शून्य आधार बजट कहा जाता है तो यह औपचारिक परिभाषा है तो यह बजट बनाने की एक विधि है जहां प्रत्येक लागत तत्व या प्रत्येक गतिविधि को एक नए सिरे से उचित ठहराना होता है आपने यह कहकर उचित नहीं ठहरा सकते हैं कि पिछले साल हमने ऐसा किया है इसलिए इस वर्ष भी इस धन को मंजूरी दी जाए यह मंजूर किया जाएगा यदि और यदि केवल यह आवश्यक है तो यह वर्तमान अवधि के लिए उपयोगी होना चाहिए बिना यह विचार किए कि यह अंतिम अवधि में स्वीकृत किया गया था या नहीं इसलिए मौजूदा बजट प्रक्रिया में धन प्राप्त करने के लिए प्रत्येक गतिविधि को अपनाऔचित्य फिर से देने की आवश्यकता होती है इसलिए प्रत्येक गतिविधि को स्वयं को सही ठहराने के लिए शुरू से ही वस्तुतः शुरुआत करनी होगी अब शून्य आधारित बजट के बहुत सारे फायदे हैं क्योंकि यह एक बहुत ही व्यवस्थित दृष्टिकोण है जहाँ सभी गतिविधियाँ अपनी प्रस्तुतियाँ करती हैं उनकी रैंक और वरीयता क्रम के अनुसार दुर्लभ संसाधनों को आवंटितकिया जाता है इसलिए यह पारंपरिक बजट की तुलना में संसाधनों के बेहतर आवंटन पर कार्य करता है अब हर साल औचित्य के कारण केवल महत्वपूर्ण गतिविधियां ली जाती हैं यह संसाधन को पुनः प्राप्त करने का एक अवसर है क्योंकि अब लागत लाभ विश्लेषण हर बार किया जाएगा जब बजट केसंसाधनों का आवंटन किया जाएगा और बहुत सारे फिजूल खर्च की पहचान हो जाती है बहुत लंबे समय से चले आने वाले कुछ खर्च ऐसे हो सकते हैं जिन्हें आप खर्च कर रहे हैं परंतु जो आज अवांछित हैं लेकिन वे अभी भी पारंपरिक बजट पद्धति के कारण जारी हैं शून्य आधारित बजट में ऐसे खर्चों की पहचान की जाती है और फिर उन्हें समाप्त किया जा सकता है शून्य बेस बजटिंग में भी कुछ समस्याएं हैं क्योंकि यह बहुत समय लेने वाली प्रक्रिया है बजट को मंजूरी देने में लंबा समय लगता है और इसमें बहुत सारे लोगों का हित निहित होता है इसलिए वे आम तौर पर शून्य बजट प्रणाली का विरोध करते हैं यही कारण है कि सरकारों या यहां तक कि संगठनों को शून्य आधारित बजट प्रणाली को लागू करना बहुत मुश्किल लगता है लेकिन लाभों को देखते हुए यह एक बहुत उपयोगी अवधारणा है और जहां कहीं भी पर्याप्त अवसर है और उचित मूल्यांकन की संभावना है वहां इसे लागू किया जा सकता है इसलिए हमने बजट की विभिन्न अवधारणाओं पर चर्चा कर ली है इसके साथ ही हम यहां रुकेंगे धन्यवाद